पिछले व्याख्यान में हमें मशीन लर्निंग का अवलोकन मिला हमने यह भी देखा है कि डेटा विज्ञान क्या है और यह कंप्यूटर विज्ञान गणित और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों से कैसे संबंधित है इसलिए इस विशेष व्याख्यान में हम थोड़ा और आगे बढ़ने जा रहे हैं हम पिछले व्याख्यान में पहले से ही समझ चुके हैं मशीन लर्निंग के अलग अलग तकनीकें क्या हैं मशीन लर्निंग के व्यापक वर्गीकरण क्या है और IIoT परिदृश्यों के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है और हमने औद्योगिक सेटिंग्स में कुछ वास्तविक जीवन की समस्याओं को संबोधित करने के लिए संयुक्त आईओटीटी और मशीन लर्निंग के उपयोग के कुछ उदाहरण भी देखे हैं जो हमने पहले ही देखा था तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले हम यह समझने से शुरुआत करने जा रहे हैं कि कैसे मशीन लर्निंग की तुलना डीप लर्निंग से की जा सकती है जो आजकल बहुत लोकप्रिय है तो मशीन लर्निंग की तुलना कैसे डीप लर्निंग से की जा सकती है और कैसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तुलना की जा सकती है तो यह समग्र तुलना है तो यह AI बनाम मशीन लर्निंग बनाम डीप लर्निंग है इसलिए समग्र रूप से यह इस तरह है कि आप सोच सकते हैं की डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है और मशीन लर्निंग अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है तो आखिरकार हमारे पास ऐसा कुछ है आप डीप लर्निंग को मशीन लर्निंग का हिस्सा मान सकते हैं और फिर मशीन लर्निंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा मान सकते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने पिछले व्याख्यान में देखा था तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धिमान निर्णय लेने के बारे में बात करती है बुद्धिमान मशीनें जो स्पष्ट रूप से ऐसा करने के लिए प्रोग्राम किए बिना अपने फैसले लेगी दूसरी ओर मशीन लर्निंग कुछ ऑब्जेक्ट फीचर से स्वचालित रूप से सीखने पर केंद्रित है तो फीचर मौजूद हो सकती हैं मौजूद नहीं भी हो सकती हैं डीप लर्निंग में उदाहरण के लिए यह वह जगह है जहाँ आप किसी भी मैन्युअल रूप से पहचान की गई फीचर की मदद नहीं लेते हैं और स्वचालित रूप से फीचर का पता लगाते हैं तो इस तरह हम डीप लर्निंग मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना कर सकते हैं और फिर से जैसे मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था यदि आप डीप लर्निंग के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो ऐसे पाठ्यक्रम हैं आपको मूल रूप से डीप लर्निंग पर सेमेस्टर लंबे पाठ्यक्रम मशीन लर्निंग पर सेमेस्टर लंबे पाठ्यक्रम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सेमेस्टर लंबे पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए यह विशेष पाठ्यक्रम केवल आपको ओवरव्यू देगा कि क्या क्या है इससे परे नहीं ताकि आप अपने संबंधित उद्योगों में अपने IIoT कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग AI ML या DL तकनीकों को लागू करने के लिए खुद को सशक्त और जानकार महसूस करें तो आइए हम इसका इतिहास देखें एआई 1950 से लोकप्रिय है यह अभी भी लोकप्रिय है एमएल 1980 के बाद से लोकप्रिय हुआ यह होना जारी है और डीप लर्निंग पिछले कुछ साल 2006 2007 से लोकप्रिय हुआ लेकिन एमएल सभी चीजें थी आपको पता है AI पहले से ही है ML पहले से ही है लेकिन केवल हाल के दिनों में ये कई कारणों से अधिक से अधिक लोकप्रिय हो गए हैं IoT की लोकप्रियता स्वायत्त प्रणालियों की लोकप्रियता के कारण जैसे कि स्वायत्त कारें स्व ड्राइविंग कार जो मूल रूप से इन सभी तकनीकों के संयोजन का उपयोग करते हैं AI ML DL और विभिन्न IIoT तकनीकों का उपयोग किया जाता है और यही वह जगह है जहाँ यह AI ML या DL और भी अधिक लोकप्रिय हो रहे है तो ये 2 उदाहरण हैं जो मैंने आपको बताया था आप जानते हैं कि वर्तमान की दुनिया में और भी कई उदाहरण हैं जहां आपको अपने पहले से ज्ञात तकनीकों जैसे एआई एमएल आदि का उपयोग करना होगा तो ये कोई नई बात नहीं है ML पहले से हैं AI और भी अधिक समय से है लेकिन केवल हाल के दिनों में नए अनुप्रयोगों के आने के कारण इन प्रौद्योगिकियों को नए सिरे से आकर्षण मिला है और उद्योगों में लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है तो हमने मशीन लर्निंग के लाभों को समझा लेकिन मशीन लर्निंग की अपनी सीमाएँ हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उच्च आयामी डेटा के लिए उपयोगी नहीं हैं तो क्लस्टरिंग मैंने आपको x और y दिखाया है जो ठीक है लेकिन यदि आप आयामों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो मशीन लर्निंग धीरे धीरे कम उपयोगी हो जाएगी मशीन लर्निंग में फीचर्स का स्पष्ट उल्लेख करना होगा मशीन लर्निंग का एक प्रकार लेकिन अगर आप डीप लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं तो यह एक नई तकनीक है जहाँ आपको ये दोनों नहीं करने हैं यह मूल रूप से एक नई सीखने की तकनीक है डीप लर्निंग की तकनीक जो फिर से मशीन लर्निंग पर आधारित है लेकिन यह मशीन लर्निंग की कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश करता है विशेष रूप से DL उच्च आयामी डेटा से निपटने में सक्षम है और यहां DL की उपयोगिता बहुत अधिक प्रख्यात हो जाती है और इन फीचर्स के निष्कर्षण मैनुअल और स्पष्ट प्रावधान भी हैं और इसलिए DL के मामले में ऐसा नहीं करना है तो मूल रूप से ML और DL ऐसे होते हैं उनकी डेटा की मात्रा के संबंध में एक दूसरे के साथ तुलना की गई है इसलिए यदि आप ML और DL को डेटा की मात्रा और डेटा की आयामीता में वृद्धि के साथ देखते हैं तो DL धीरे धीरे अधिक से अधिक लोकप्रिय हो जाता है और उपयोगी प्रदर्शन में सुधार होता है जबकि ML का प्रदर्शन धीमा हो जाएगा अन्य सीमा यह भी थी कि ML में फीचर पहचान और निष्कर्षण की आवश्यकता होती है जबकि डीएल में यह स्पष्ट रूप से आवश्यक नहीं है अतः डीप लर्निंग यह मशीन लर्निंग का एक उपक्षेत्र है जो अपने आप में सही फीचर को सीखने में सक्षम है अपने दम पर यह फीचर को सीखने में सक्षम है मूल रूप से यह हमारे मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स के काम की गहराई से नकल करता है तो अगर आप न्यूरॉन मस्तिष्क की तंत्रिका संरचना को देखते हैं तो यह एक बहुत ही जटिल तंत्रिका संरचना है तो उस तंत्रिका संरचना से प्रेरित गहरी तंत्रिका संरचना है जो विभिन्न परतों के नीचे है डीप लर्निंग उससे प्रेरित है और उस पर आगे बढ़ता है यह थोड़ा अलग है मस्तिष्क को समझना बहुत आसान नहीं है तो यह प्रेरित है लेकिन मस्तिष्क आधारित तंत्रिका संरचना नहीं है जिसका पालन किया जाता है यह प्रेरित है लेकिन यह थोड़ा अलग है लेकिन DL क्या करता है यह अपने आप ही फीचर को सीखता है और यह DL डेटा की मात्रा बढ़ने पर सटीकता के संबंध में बेहतर प्रदर्शन देता है और डेटा की गतिशीलता भी बढ़ जाती है इसलिए डीप लर्निंग में बहुत लोकप्रिय तकनीकों में से एक है डीप न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करना आप जानते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क फिर से न्यूरल नेटवर्क ANN पर आधारित है मैं आपको शीघ्र ही दिखाऊंगा कि कैसे एक डीप न्यूरल नेटवर्क योजनाबद्ध रूप से दिखता है लेकिन इससे पहले एक डीप न्यूरल नेटवर्क में संकेत मूल रूप से आर्टिफिशल न्यूरल नेटवर्क के विभिन्न न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स की परतों के बीच से गुजरता हैं न्यूरल नेटवर्क में प्रत्येक न्यूरॉन को कुछ भारित मूल्य के साथ रखा जाता है एक भारित एक उच्च भारित न्यूरॉन दूसरों की तुलना में अगली परत पर अधिक प्रभाव डालता है और अंतिम परत परिणाम के साथ उभरने के लिए सभी भार इनपुटों को जोड़ती है यह इस तरह काम करता है तो चित्र मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ यह DNN जो कि डीप न्यूरल नेटवर्क है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं आपके पास एक इनपुट लेयर है और आपके पास आउटपुट लेयर है तो इनपुट परत मूल रूप से इनपुट लेती है इस अनुकूलन प्रक्रिया के माध्यम से आउटपुट मूल रूप से आउटपुट परत से पारित किया जाता है आप आउटपुट लेयर से आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं अब इन सभी के बीच छिपी हुई परतें हैं ये छिपी हुई परतें हैं जहां आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि एकीकृत रिश्ते हैं जो इन संगणनाओं को पूरा करते हैं और आप इन छिपी हुई परतों की संख्या बढ़ा सकते हैं और जितना अधिक आप बढ़ेंगे उतनी अधिक और अधिक संगणनाएँ होंगी लेकिन यह आपको सामान्य रूप से अधिक सटीकता देने वाला है लेकिन सभी मामलों में नहीं ज्यादातर मामलों में यह आपको अधिक से अधिक सटीकता देने वाला है तो डीप मूल रूप से छिपी हुई परतों की संख्या को संदर्भित करता है तो आपके पास जितनी अधिक परतें हैं उतनी गहरी संरचना न्यूरॉन्स की होगी तो यह कहा जाता है कि दीप म्यूरल नेटवर्क में 150 छिपी हुई परतें हो सकती हैं इसलिए यहां हम केवल 2 छिपी हुई परतें दिखाते हैं लेकिन DNN में 150 छिपी हुई परतों को लागू किया जा सकता है इसलिए आइए हम वास्तविक जीवन से एक सादृश्य लें कि डीप लर्निंग कैसे काम करता है उदाहरण के लिए हम यह पहचानना चाहते हैं कि यह एक सेब है या नहीं तो पहले आप आकार की जांच करें यदि आप देखते हैं कि आकार वह है जो वांछनीय है यदि हाँ यदि आप जाँच कर रहे हैं कि आकार ठीक है तो आप रंग की जाँच करते हैं यदि रंग ठीक है तो आप उसका स्वाद जाँचते हैं आप सेब काटते हैं और फिर आप जाँचें कि इसका स्वाद कैसा है यदि आप देखते हैं कि स्वाद ठीक है तो आप पुष्टि करते हैं कि यह एक सेब है ठीक है तो आप इसकी आकृति रंग और स्वाद के आधार पर एक सेब की पुष्टि या मान्यता बनाते हैं और वह मूल रूप से नेस्टेड पदानुक्रम अवधारणा है तो डीप लर्निंग भी नेस्टेड पदानुक्रम की अवधारणा का अनुसरण करती है और यह जटिल कार्यों को सरल बनाता है तो यह आपको डीप लर्निंग को बेहतर समझने के लिए सिर्फ एक सादृश्य है और यह जटिल कार्यों को सरल बनाता है तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में अंतर डीप लर्निंग एक एंड टू एंड लर्निंग है जो अपने आप में फीचर्स को निकालता है यह प्रमुख बात है अपने आप में फीचर्स का निष्कर्षण दूसरी ओर मशीन लर्निंग में फीचर्स स्पष्ट रूप से मैन्युअल रूप से उल्लेख किया जाना है डीप लर्निंग में डेटा का आकार बढ़ने पर प्रदर्शन स्तर में अक्सर सुधार होता है जबकि मशीन लर्निंग में उथले शिक्षण मूल रूप से एकाग्र हो जाते हैं तो हमारे पास 2 चीजें हैं हमारे पास IIoT है और हमारे पास डीप लर्निंग है दोनों बहुत शक्तिशाली प्रौद्योगिकियां हैं IIoT गति में सुधार के लिए सहायक है जबकि डीप लर्निंग सटीकता में सुधार के लिए उपयोगी है अब यदि आप उन्हें एक साथ रखते हैं तो आपको जो मिलता है वह एक गुणक प्रभाव है तो यह गुणात्मक प्रभाव एक बहुत ही शक्तिशाली चीज बन जाता है जो इन विनिर्माण उद्योगों को अपने उत्पाद लाइनों का अनुकूलन करने में मदद कर सकता है यह ऊर्जा की खपत के अनुकूलन में मदद कर सकता है और परिवहन कार्यों में सुधार कर सकता है यह किसी भी प्रकार की आपातकालीन या दुर्घटनाओं के मामले में सिस्टम को बंद करने में भी मदद कर सकता है इसलिए IIoTडीप लर्निंग एक साथ चीजों को कई गुणा लाभ पहुंचाते हैं और साथ में आपको एक बहुत शक्तिशाली तकनीक मिलती है इसलिए IIoT में डीप लर्निंग की उपयोगिता का कारण यह है तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसने हाल के दिनों में डीप लर्निंग को इतना उपयोगी बना दिया है वह यह है कि हाल के दिनों में आवश्यक डेटा की मात्रा कई गुना बढ़ गई है तो यह बढ़ा है और उपलब्ध भी है और एक ही समय में हाल के दिनों में उच्च अंत कम्प्यूटेशनल शक्ति भी काफी अधिक हो गई है और एक ही समय में सस्ती भी तो उच्च अंत कम्प्यूटेशनल शक्ति सस्ती है और कम कीमत पर उपलब्ध है और इसके साथ मिलकर बड़ी मात्रा में डेटा की उपलब्धता भी बढ़ गई है और इन दोनों के लिए आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप हमारे पास यह है कि एक साथ लोगों ने आजकल महसूस किया है कि इन आवश्यकताओं के कारण डीप लर्निंग के बहुत लाभ हैं इसलिए IIoT में डीप लर्निंग की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं आजकल हम महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि बड़ी मात्रा में डेटा के साथ व्यवहार करना और उच्च सटीकता की आवश्यकताओं के साथ उच्च गुणवत्ता का व्यवहार करना इत्यादि इसलिए डीप लर्निंग मूल रूप से कैमरा सेंसर आदि जैसी तकनीकों का उपयोग करके ग्राहकों को पहचान या मान्यता के लिए सक्षम बनाता है मानव व्यवहार और स्वायत्त निर्णय नियंत्रण की भविष्यवाणी या अनुमान भी करता है तो ये अलग अलग लाभ हैं जो विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में ग्राहकों को डीप लर्निंग देता है इसलिए डीप लर्निंग उद्योगों में बहुत उपयोगी है तोशिबा की कंपनी जिसके बारे में हम बहुत परिचित हैं तोशिबा सहयोगी वितरित डीप लर्निंग की तकनीक का उपयोग करता है तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग ऐड्ज और क्लाउड के बीच किया जाता है एज का मतलब है कुछ गेटवे डिवाइस जो निश्चित प्रसंस्करण का प्रदर्शन कर सकते हैं तो ऐड्ज और क्लाउड के बीच तोशिबा एक सहयोगी वितरित डीप लर्निंग की रूपरेखा लेकर आया इसलिए हम इस ढांचे का उपयोग कर रहे हैं उच्च अंत प्रसंस्करण के लिए क्लाउड में सीखने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जाता है अनुमान लगाने की प्रक्रिया को वास्तविक समय प्रसंस्करण के लिए ऐड्ज में आयोजित किया जाता है बुनियादी विश्लेषण ऐड्ज पर किया जाएगा जबकि गहरे विश्लेषण को बहुत अधिक गणना की आवश्यकता होती है प्रसंस्करण जितना अधिक होगा गणना उतना उच्चतर होगा क्लाउड पर किया जाएगा तो तोशिबा प्रौद्योगिकी सेमीकंडक्टर कारखाने में बेहतर पैदावार और उत्पादकता की ओर बढ़ता है उन्होंने अलग अलग पहनने योग्य उपकरणों के माध्यम से गोदामों में श्रमिकों के व्यवहार की भविष्यवाणी करने और सौर ऊर्जा प्रणाली में बिजली उत्पादन का पूर्वानुमान लगाने के लिए ड्रोन नेविगेशन नियंत्रण प्रणाली को अपनाया है इसलिए एक अन्य उदाहरण H2O प्लेटफॉर्म है जो डीप लर्निंग ढांचे का उपयोग करता है इंटेल का नर्वाना एक डीप लर्निंग का प्रोसेसर है ज़ेबरा चिकित्सा दृष्टि प्रणाली वे चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं के लिए डीप लर्निंग तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं तो ये डीप लर्निंग के कुछ उदाहरण हैं जहां यह लोकप्रियता पा रहे है डीप लर्निंग स्वायत्त ड्राइविंग वाहनों में बहुत लोकप्रिय हो गया है आजकल IoT के साथ साथ गहन शिक्षा बहुत लोकप्रिय हो गई है वे इन सेल्फ ड्राइविंग कारों को एक वास्तविकता बनाते हैं तो इस तरह मशीन लर्निंग डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कई अलग अलग उपयोगिताएँ हैं और वे IoT और IIoT के साथ मिल रहे हैं जो उनकी व्यक्तिगत ताकत होने के साथ साथ उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं तो इस के साथ हम समाप्ति पर आते हैं इन अलग अलग संदर्भों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं यहां ये अलग अलग संदर्भ दिए गए हैं और इसके साथ हम IIoT के लिए मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का अवलोकन प्राप्त कर चुके हैं धन्यवाद